अब हम एक बक कनवर्टर के इनपुट इंपेडेंस की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि बक कन्वर्टर का इनपुट इंपेडेंस किस प्रकार ड्यूटी साइकिल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है इस पीवी माड्यूल को देखें पीवी सेल के इस पीवी माड्यूल को एक बक कनवर्टर से जोड़ देते हैं बक कन्वर्टर में एक बीजेटी स्विच है जैसे यहां दिखाया गया है हालांकि इसके स्थान पर यहां एक मॉसफेट स्विच अथवा आईजीबीटी स्विच का उपयोग भी किया जा सकता है यहां एक इंडक्टर तथा एक कैपेसिटर है तो यह भाग एक बक कन्वर्टर सर्किट बनाता है अब इसे एक लोड R0 से जोड़ देते हैं जिसके अक्रॉस वोल्टेज V0 तथा जिससे प्रवाहित होने वाला करंट I0 है इन सभी को चिह्नित कर देते हैं ये C L D तथा Q हैं Q एक स्विच है तथा यहां पैनल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज VT तथा टर्मिनल से प्रवाहित होने वाला करंट IT है तो यह पीवी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ एक बक रेगुलेटर सर्किट है एक बूस्ट कन्वर्टर में पीवी पैनल के टर्मिनल के अक्रॉस एक कैपेसिटर को लगाना आवश्यक नहीं है हालांकि यह लाभप्रद होगा किंतु एक बक कनवर्टर के लिए यहां कैपेसिटर लगाना जरूरी है इसे लगाना ही होगा मैं इसे बाद में लगा दूंगा इसकी चर्चा करने के बाद कि ऐसा करना क्यों जरूरी है पहले हम इस सर्किट के ऑपरेशन को समझ लेते हैं तथा इनपुट आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप इनपुट आउटपुट करंट रिलेशनशिप तथा इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करते हैं यहां हम कुछ ग्राफ बनाएंगे पहले ग्राफ में x एक्सिस पर टाइम तथा y एक्सिस पर VL लेते हैं VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और इसे इस तरह मेजर किया जाता है कि प्रोब के कॉमन पॉइंट को इंडक्टर के इस सिरे पर लगाया जाता है तथा प्रोब के पॉजिटिव सिरे को इस दूसरे पॉइंट पर लगाया जाता है दूसरे ग्राफ में x एक्सिस पर टाइम तथा y एक्सिस पर करंट IL को लेते हैं जहां IL इंडक्टर करंट है ये वे महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिन्हें जानने की हमें जरूरत होगी तथा जिनका हम एनालिसिस के लिए बाद में उपयोग करेंगे अब हम समयांतरालों को इस प्रकार चिह्नित कर लेते हैं यह भाग वह समय है जब Q ऑन है इसे मैं dTS कहता हूं जैसा कि हमने पहले बूस्ट कन्वर्टर के लिए किया था यह भाग TS है ये दोनों भाग मिलाकर पीरियड TS है क्योंकि d1 है अब दूसरे TS पीरियड के लिए यह इसी प्रकार दोहराया जाएगा अब इसका हम वेवफॉर्म बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं dTs समय के दौरान Q ऑन है तथा TS के दौरान Q ऑफ है इसे हम दर्शा देते हैं तो यह ऑन टाइम है यह ऑफ टाइम है अगली साइकिल में पुनः ऑन टाइम ऑफ टाइम इस प्रकार होता रहेगा तो जब Q ऑन है तब क्या होता है जब Q ऑन है तब करंट इस तरह से प्रवाहित होगा ये नोड जुड़े हुए होंगे अतः ये दोनों नोड एक ही पोटेंशियल पर होंगे अर्थात यह नोड VT पर होगा जो कि पॉजिटिव है इसलिए डायोड रिवर्स बॉयस की स्थिति में होगा और इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं होगा चूँकि Q ऑन है करंट इस तरह से प्रवाहित होगा इसका कुछ भाग कैपेसिटर में जाएगा तथा दूसरा भाग I0 लोड में और पुनः वापस आएगा इस प्रकार जब Q ऑन है सर्किट में इस तरह से करंट प्रवाहित होगा तो इस समय जब Q ऑन हैं अर्थात dTS समय के दौरान वेवफॉर्म्स कैसे नजर आएंगे आइए देखते हैं सबसे पहले इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL को देखते हैं इंडक्टर का यह नोड VT पोटेंशियल पर है चूँकि Q ऑन है डायोड ऑफ है इसलिए ये दोनों पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल VT पर होंगे यह नोड आउटपुट से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां पोटेंशियल V0 है इस प्रकार इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL VT V0 के बराबर होगा तो यहां वोल्टेज VT V0 होगा इसे हम छायांकित कर देते हैं इंडक्टर से करंट इस तरह प्रवाहित हो रहा है अभी जैसे कि मैंने इस ग्राफ में बताया यह इससे अधिक पोजिटिव है करंट लीनियर रूप से बढ़ेगा क्योंकि VT V0 कांस्टेंट है तथा VLL dILdt IL एक इंटीग्रल होगा तथा L स्लोप के साथ बढ़ेगा तो यह इस प्रकार होगा मैं यहां एक एक्सिस और बना देता हूं और हम देखेंगे कि टर्मिनल करंट कैसा होगा यह टर्मिनल करंट IT है और चूँकि यह इंडक्टेंस के साथ सीरीज में है क्योंकि यहां डायोड ऑफ है इंडक्टर करंट वही होगा जो Q करंट है अर्थात IT और इसलिए IT तथा इंडक्टर करंट एक समान होंगे TS पीरियड के दौरान Q ऑफ है जब Q ऑफ है तो पीवी के टर्मिनल से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है हालांकि इंडक्टर से प्रवाहित होने वाला करंट रुक नहीं सकता यह प्रवाहित होता रहता है और इसका एक भाग कैपेसिटर में जाता है तथा दूसरा भाग उचित दिशा के साथ लोड में और आप देखते हैं इस तरह से यह डायोड के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है क्योंकि अब डायोड ऑन है तो अब देखते हैं कि इस स्थिति में वेवफॉर्म्स कैसे बनते हैं इस स्थिति में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज -V0 है क्योंकि यह नोड ग्राउंड से जुड़ा हुआ है इसलिए 0 पोटेंशियल पर है तथा यह नोड V0 पोटेंशियल पर है इस प्रकार 0 - V0 -V0 हो जाता है इस प्रकार इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है जोकि -V0 है यह अपेक्षित है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज तथा नेगेटिव वोल्टेज आपस में संतुलित हो जाएं ताकि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर के अक्रॉस औसत वोल्टेज 0 रहे अब इंडक्टर करंट को देखें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज -V0 है और इसलिए इंडक्टर करंट एक नेगेटिव स्लोप -V0L के साथ कम हो रहा है क्योंकि VLLdILdt स्लोप dILdt -V0L के रूप में नेगेटिव होगा इस प्रकार यह इंडक्टर करंट होगा क्योंकि Q ऑफ है पीवी पैनल के टर्मिनल से कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा और इसलिए यह 0 होगा यह प्रक्रिया प्रत्येक साइकल में दोहराई जाएगी और आप इसी तरह के वेवफॉर्म्स आगे भी देखेंगे अब यदि आप इंडक्टर करंट का औसत देखें जोकि इंडक्टर करंट के डीसी मान के तुल्य हैआप देखेंगे कि यह R0 के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है तथा इसका मान V0R0 के बराबर है तथा यह I0 के बराबर है और इसका रिपल वाला भाग जिसका इस डीसी के संदर्भ में औसत मान 0 है वह कैपेसिटर से प्रवाहित होगा क्योंकि कैपेसिटर से प्रवाहित होने वाले करंट का औसत मान 0 होना चाहिए इस प्रकार एसी भाग अथवा रिपल वाला भाग जिसका औसत मान 0 है कैपेसिटर से प्रवाहित होता है तथा डीसी भाग R0 से प्रवाहित होता है इसलिए हम जानते हैं कि यह मान यहां टर्मिनल करंट IT के वेवफॉर्म के ठीक मध्य में I0 होगा ध्यान दें टर्मिनल करंट कंटीन्यूअस नहीं है यह स्विच होता है ब्रेक होता है तो जब यह IT प्रवाहित होता है कुछ निश्चित पावर पैनल से ली जाती है किंतु जब IT शून्य होता है पैनल से कोई पावर नहीं ली जाती अर्थात इस स्थिति में पैनल का उपयोग न्यून होता है पैनल अधिकतम पावर प्रदान करता रहे इसके लिए आवश्यक है कि IT निरंतर प्रवाहित होता रहे तो यहां इस IT का कंटीन्यूअस इक्विवेलेंट क्या है यह इसका औसत मान होगा मान लेते हैं कि IT का औसत मान ITav है जो कि इस स्विच्ड करंट वेवफॉर्म का डीसी अथवा औसत मान है इस ITav का मान I0 गुणित d के बराबर है इस औसत मान वाले करंट को निरंतर प्रवाहित होते रहना चाहिए तभी पीवी पैनल से अधिकतम पावर ली जा सकती है बक कन्वर्टर के मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग के कार्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पीवी मॉड्यूल से टर्मिनल करंट निरंतर प्रवाहित होता रहे ताकि पीक पावर पॉइंट को समय के प्रत्येक क्षण पर ट्रैक किया जा सके इसका अर्थ यह है कि पीवी मॉड्यूल के टर्मिनल से ITav करंट निरंतर प्रवाहित होता रहे हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे इसके लिए मुझे यहां कुछ संशोधन करना होगा यहां मैं इसको तथा उसको भी मिटाकर एक कैपेसिटर लगा देता हूं तो मैं यहां एक कैपेसिटर CT लगा देता हूं यहां से प्रवाहित होने वाले करंट को मैं IT से दर्शाता हूं क्योंकि मूलतः यही IT Q में प्रवाहित हो रहा था जब वहां कैपेसिटर नहीं लगा था तथा इस करंट को मैं ITav से दर्शाता हूं अब मैं एक इस CT से प्रवाहित होने वाले करंट के लिए एक अन्य वेवफॉर्म बनाऊंगा ध्यान दें कि कैपेसिटर के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट का औसत मान 0 है ठीक उसी तरह जिस तरह इंडक्टर के अक्रॉस औसत वोल्टेज का मान स्टेडी स्टेट में किसी एक साइकिल में 0 होता है तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से प्रवाहित होने वाला करंट शून्य होगा अब IT वेवफॉर्म नीले भाग में दर्शाए अनुसार है हम चाहते हैं कि ITav यहां दर्शाए अनुसार एक कंटीन्यूअस डीसी हो इस समय IT से कोई करंट नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि Q ऑफ है हालांकि ITav निरंतर प्रवाहित हो रहा है तब इस समय क्या होगा एनर्जी का यह भाग कैपेसिटर में संचित हो जाना चाहिए ठीक यही यहां हो रहा है एनर्जी का वह भाग कैपेसिटर में जा रहा है और इस समय ITav पीवी पैनल से मिल रहा है तथा अतिरिक्त भाग कैपेसिटर से मिल रहा है अतः कपैसिटर करंट हम इस प्रकार बना सकते हैं जब Q ऑन है ITav का योगदान इस नीली रेखा तक तथा अतिरिक्त भाग का योगदान कैपेसिटर के द्वारा दिया जा रहा है इस प्रकार ये दोनों मिलकर IT देते हैं TS पीरियड के दौरान हालाँकि ITav पैनल से निरंतर प्रवाहित हो रहा है किंतु चूँकि Q ऑफ है यह संपूर्ण रूप से कैपेसिटर CT को चार्ज करने में काम आता है तो यह CT में प्रवाहित हो रहा है निश्चित ही इन दोनों क्षेत्रफलों को परस्पर संतुलित हो जाना चाहिए तथा यह क्रम चलता रहता है तो क्षेत्रफल का यह भाग यहां ITav रेखा के ऊपर के क्षेत्रफल के संगत है तथा यह क्षेत्रफल ITav रेखा के नीचे के क्षेत्रफल के संगत है तो यदि आप ITav रेखा को 0 रेखा मानें तो इसके ऊपर और नीचे दिख रहा वेव शेप बिल्कुल वही है जो CT से प्रवाहित होगा तथा यह प्रत्येक साइकिल में दोहराया जाएगा यहां नीचे यह ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर है तथा यह ITav है इसलिए यदि आप कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ें तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ITav के तुल्य डीसी करंट निरंतर प्रवाहित होता रहे ताकि पीवी मॉड्यूल से हर समय अधिकतम पावर प्राप्त की जा सके जब Q ऑफ है तथा IT प्रवाहित नहीं होता यह कैपेसिटर में संचित होती रहती है और इस प्रकार कैपेसिटर एक एनर्जी बफर के समान कार्य करता है इस प्रकार कैपेसिटर का इस तरह लगाया जाना एक बक कन्वर्टर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बूस्ट कन्वर्टर के लिए यह समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी क्योंकि तब इंडक्टर इनपुट की ओर था तथा इंडक्टर से निरंतर करंट प्रवाहित हो रहा था हालांकि उस स्थिति में भी हम पीवी माड्यूल के टर्मिनल पर एक कैपेसिटर लगा सकते थे इससे रिपल में सुधार होता तथा यह इनपुट वोल्टेज को अधिक स्थिर बनाता फिर भी यह बूस्ट कन्वर्टर के लिए जरूरी नहीं है किंतु बक कन्वर्टर के लिए कैपेसिटर का लगाना जरूरी है अब इस CT के अक्रॉस वोल्टेज जो कि टर्मिनल वोल्टेज है मैं VT से निरूपित करता हूं हम यह जानना चाहते हैं कि पीवी पैनल की ओर से देखने पर इनपुट इंपेडेंस क्या है तो पीवी पैनल की ओर से देखने पर यह रजिस्टेंस RT होगा और हम इस रजिस्टेंस RT तथा R0 के बीच संबंध स्थापित करना चाहेंगे सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप प्राप्त करते हैं इसके लिए हम इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि स्टेडी स्टेट में प्रत्येक साइकल में इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज शून्य होता है वेवफॉर्म से हमें ज्ञात होता है कि यह क्षेत्रफल VT V0 x dTS होगा तथा यह क्षेत्रफल V0xTS होगा इन दोनों क्षेत्रफलों को परस्पर संतुलित हो जाना चाहिए अतः हम कहेंगे कि dTS V0TS 0 यह दर्शाएगा कि V0 VT x d इसे हम समीकरण निरूपित कर देते हैं करंट रिलेशनशिप के लिए इस वेवफॉर्म से हम पाते हैं कि ITav और कुछ नहीं बल्कि I0 x d है अर्थात ITav I0 x d जिसे हम लिख सकते हैं I0 ITavd इसे हम समीकरण नाम देते हैं अंततः हम इनपुट आउटपुट रजिस्टेंस रिलेशनशिप प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए समीकरण को समीकरण से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है R0जो ITavd है जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है VTITavd2 हम जानते हैं कि VTITav अर्थात टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज बटा टर्मिनल से सतत प्रवाहित होने वाला करंट ITav इनपुट इंपेडेंस RT है जिसे कि पीवी पैनल की ओर से देखा जाता है तो यह बन जाता है RTxd2 इसे पुनः लिखने पर हमें प्राप्त होता है RTR0d2 तो यह R0 व RT के बीच वह महत्वपूर्ण संबंध है जिसे हम बक कन्वर्टर के लिए प्राप्त करना चाहते थे यहां से हम देखते हैं कि RT R0 तथा d पर निर्भर करता है जहां d बक कन्वर्टर के लिए एक कंट्रोल इनपुट है इस प्रकार d कण्ट्रोल इनपुट की तरह कार्य कर सकता है क्योंकि इसे Q की ऑन ऑफ ड्यूटी साइकिल के रूप में नियंत्रित किया जा सकता है आइए अब हम समझते हैं कि बक कन्वर्टर की इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का पीवी पैनल की I V करैक्टरिस्टिक पर क्या प्रभाव होता है इसके लिए हम x एक्सिस पर VT को तथा चूँकि यह एक बक कन्वर्टर है y एक्सिस पर ITav को दर्शाते हैं क्योंकि यह पीवी पैनल से सतत प्रवाहित होने वाला तुल्य कंटीन्यूअस करंट है मिसाल के तौर पर हम यहां एक I V कर्व तथा एक P V कर्व अर्थात पावर वर्सेस वोल्टेज कर्व बना देते हैं अब हम यहां एक लोड लाइन 1RT भी इस तरह बना देते हैं स्पष्ट है कि RT को इस तरह समायोजित किया जाता है कि ऑपरेटिंग प्वाइंट पर पीक पावर प्राप्त हो हम चाहेंगे पीवी पैनल इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर काम करे बक कन्वर्टर के लिए हम देख चुके हैं कि RTR0d2 जहां d कंट्रोल इनपुट है तथा R0 आउटपुट रजिस्टेंस अथवा लोड रजिस्टेंस है जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है अब यदि d0 हो तो R0 का मान कुछ भी हो RT इनफिनिट होगा अर्थात यह ओपन सर्किट की स्थिति को दर्शाएगा और इसलिए लोड लाइन x एक्सिस के साथ मिल जाएगी तो d0 के लिए यह लोड लाइन होगी इसी प्रकार यदि d1 हो तो RTR0 होगा अतः इसके तुल्य लोड लाइन का स्लोप 1R0 होगा इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बक कन्वर्टर के लिए यहाँ चिह्नांकित भाग बक कन्वर्टर का दायरा है ये वे सारे बिंदु हैं जो d के 0 से 1 तक अलग अलग मानों के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं इनके लिए अलग अलग स्लोप की लोड लाइंस प्राप्त होंगी जिनका स्लोप d0 पर 1RT0 से d1 पर 1RT1R0 जब RTR0 होगा तक बदलेगा अब इस स्थिति में इस चित्र में आप देखते हैं कि यह लाइन जो पीक पावर देती है पीक पावर ऑपरेटिंग प्वाइंट बक कन्वर्टर के कार्यक्षेत्र के दायरे में आता है इसका तात्पर्य है कि यह पीक पावर पॉइंट बक कन्वर्टर की पहुंच में है अब यदि मैं 1R0 वाले चरम ऑपरेटिंग प्वाइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो आपको वे पावर प्राप्त होंगी जो अलग अलग ऑपरेटिंग पॉइंट पर पीवी पैनल से ली जा सकती हैं और आप देखते हैं कि पीक पावर ऑपरेटिंग प्वाइंट इसी दायरे में है इसलिए इस चित्र में बक कन्वर्टर एक अर्थपूर्ण डिजाइन है किंतु जैसा कि हमने बूस्ट कनवर्टर के लिए किया था हम यहां एक प्रश्न उठाएंगे मैं एक अन्य VT वर्सेस ITav ग्राफ बना लेता हूं यहाँ एक टिपिकल I V तथा एक पावर कर्व दर्शाया गया है और यह पीक पावर पॉइंट के लिए एक ऑप्टिमल लोड लाइन है d0 के लिए अर्थात जब RT इनफिनिट होगा उस ओपन सर्किट की स्थिति के लिए यह लोड लाइन है तथा एक अन्य लोड लाइन जिसका स्लोप 1R0 है यह है तो यह दूसरी प्रतिबंधक सीमा है जहां R0 का मान ऐसा है कि यहां होने के बजाय स्लोप इस प्रकार प्राप्त होता है तो d1 के लिए यह प्राप्त होगा जाहिर है बक कन्वर्टर के लिए समस्त लोड लाइन्स इन दो प्रतिबंधक सीमाओं के बीच में होंगी और यह उन ऑपरेटिंग पॉइंट्स का दायरा होगा जो पहुंच में हैं चरम बिंदु से यदि मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो हम देखते हैं कि केवल ये ही वे पावर हैं जो पीवी माड्यूल से प्राप्त की जा सकती हैं किंतु पीक पावर ऑपरेटिंग प्वाइंट यहां है तथा पीक पावर यहां प्राप्त होती है जोकि बक कन्वर्टर के कार्यक्षेत्र की सीमा से बाहर है और इसलिए यह वह स्थिति है जिसमें बक कन्वर्टर का कार्य अर्थपूर्ण नहीं है चाहे ड्यूटी साइकिल जो कि एक कंट्रोल इनपुट है कुछ भी हो इस स्थिति में बक कन्वर्टर वह लोड लाइन कभी नहीं देगा जो पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट दे सके इसलिए कन्वर्टर डिजाइन करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है चाहे वह फिर बूस्ट कन्वर्टर बक कन्वर्टर अथवा अन्य कोई कन्वर्टर हो सर्वप्रथम लोड लाइन एनालिसिस ही किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक कन्वर्टर विशेष मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑपरेशन वास्तव में दे सकता है एक बक कन्वर्टर के लिए आपको वे परिदृश्य ज्ञात होने चाहिए जिनमें चरम लोड लाइन जिसका स्लोप 1R0 है इस तरह हो कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स का दायरा पीक पावर पॉइंट ऑपरेशन को सुनिश्चित कर सके ताकि पीवी पैनल से पीक पावर ली जा सके इसका तात्पर्य यह है कि पीक पावर ऑपरेटिंग प्वाइंट को बक कन्वर्टर के कार्यक्षेत्र की पहुंच में होना चाहिए